इंजीनियरिंग गणित 2 पर व्याख्यान में आपका स्वागत है और आज हम एनालिटिक फंक्शन्स के बारे में बात करेंगे इसलिए इस व्याख्यान में हम एनालिटिक फंक्शन पर चर्चा करेंगे जिस पर पहले से ही आंशिक रूप से पिछले व्याख्यान में चर्चा की गई थी और फिर हम इस बात पर आएंगे कि हार्मोनिक फ़ंक्शन क्या हैं इन एनालिटिक फ़ंक्शन और हार्मोनिक फ़ंक्शन के बीच एक संबंध है और फिर हम एनालिटिक फ़ंक्शन के निर्माण के लिए जाएंगे तो बस याद करने के लिए कि हमने पिछले व्याख्यान में क्या सीखा है वह कौची रीमान समीकरण था जो कि CR समीकरण है डिफ्रेंटिएबिलिटीया अनलिटीसीटी के लिए आवश्यक शर्तों पर पहले से ही चर्चा की गई थी तो बस याद करने के लिए कि फ़ंक्शन जटिल वेरिएबल z का एक फ़ंक्शन है फिर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैं और यहाँ हमारे पास हैं तो इन समीकरणों को कौची रीमान समीकरण कहा जाता है और फिर हमने पिछले व्याख्यान में CR समीकरण में क्या सीखा है इसलिए ये कौची रीमन समीकरण एक बिंदु पर डिफरेंशियबल होने के लिए f की आवश्यक स्थितियां हैं और यदि वे एक बिंदु पर संतुष्ट नहीं हैं तो डेरिवेटिव जो मौजूद नहीं है क्योंकि ये आवश्यक स्थितियां हैं लेकिन यदि वे मौजूद हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि हमें यह जाँचना होगा कि क्या वे मौजूद हैं या नहीं क्योंकि ये आवश्यक स्थितियां पर्याप्त स्थितियां नहीं हैं हमने यह भी सीखा है कि ये समीकरण पर्याप्त स्थितियां बन जाते हैं यदि ये डेरिवेटिव यहां और यहां इन संबंधों के अलावा निरंतर हैं जिन्हें आवश्यक शर्त के रूप में संतुष्ट करना होगा इसलिए यदि वे प्रश्नों में दिखाई देने वाले ये पार्शियल डेरिवेटिव निरंतर हैं तो ये स्थितियां एक डिफ्रेंटिएबिलिटीया अनलिटीसीटी के लिए पर्याप्त शर्त बन जाती हैं तो यह वही है जो हमने पहले ही पिछले व्याख्यान में चर्चा की है तो यह यहां भी लिखा गया है कि यदि प्रश्न एक बिंदु पर पकड़ते हैं तो f पर डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं हो सकता है तो हमें जांच करनी होगी क्योंकि ये सिर्फ आवश्यक स्थितियां हैं लेकिन अगर वे संतुष्ट नहीं हैं तो हम निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फंक्शन उस बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं है इसलिए वे एक फ़ंक्शन की नॉन डिफ्रेंटिएबिलिटी साबित करने में सहायक होंगे तो बस फिर से याद करने के लिए कि एनालिटिक फ़ंक्शन की परिभाषा क्या थी एक फ़ंक्शन f को एक बिंदु पर एनालिटिक कहा जाता है यदि वहां एक पड़ोस है अर्थात् एक बिंदु पर एक डेल्टा पड़ोस है जहां है इसलिए एनालिटिसिटी के लिए फ़ंक्शन को बिंदु पर केवल डिफरेंशिएबल होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि यह के पड़ोस में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए तो यह डिफ्रेंटिएबिलिटीऔर अनलिटीसीटी के बीच का अंतर है तो फ़ंक्शन किसी विशेष बिंदु पर डिफरेंशिएबल हो सकता है लेकिन यह एनालिटिक नहीं हो सकता है क्योंकि एनालिटिक के लिए फंक्शन को उस बिंदु के पड़ोस में डिफरेंशियबल होना चाहिए जहां हम डिफ्रेंटिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इस विचार के साथ हम अब और आगे बढ़ सकते हैं तो यहाँ अगर हम पर विचार करते हैं तो यह यहां फ़ंक्शन है और हम समीकरणों की मदद से देखेंगे कि हम डिफ्रेंटिएबिलिटी या अनलिटीसीटी के बारे में कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो यहाँ हम इस फ़ंक्शन को घटक के रूप में तोड़ सकते हैं तो यहाँ यह है इसलिए और फिर हम इस संयुग्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मतलब है तो हमारे पास ux है और फिर v ये काल्पनिक घटक हैं हमारे पास y हैं और अब इसके साथ u और v हम कौची रीमान समीकरणों की जाँच कर सकते हैं तो हम यहाँ प्राप्त करेंगे x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव u का और वह 1 है यहाँ y के संबंध में u का पार्शियल डेरिवेटिव क्योंकि ux तो यह 0 हो जाएगा और फिर x के संबंध में v 0 होगा और y के संबंध में 1 होने जा रहा है तो इन सभी पार्शियल डेरिवेटिव होने के बाद हम क्या देखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कौची रीमान समीकरण पर और हैं ये कौची रीमान समीकरण हैं तो यहाँ सिर्फ एक नज़र डालने के लिए और उदाहरण के लिए वे इस समीकरण से संतुष्ट नहीं हैं इसलिए CR समीकरण एक भी बिंदु पर पकड़ नहीं रखते हैं वे डोमेन में कहीं भी पकड़ नहीं रखते हैं क्योंकि और इसलिए वे कभी भी बराबर नहीं हो सकते तो यहाँ निष्कर्ष यह है कि यह फ़ंक्शन कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन किसी भी बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं है इसलिए हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी लेकिन जहां हमने इस फ़ंक्शन का प्रत्यक्ष डिफरेंटशिएशन देखा है और हमने निष्कर्ष निकाला है कि फ़ंक्शन किसी भी बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन हमने देखा है कि CR समीकरणों की सहायता से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल योग्य नहीं है क्योंकि CR समीकरण किसी भी बिंदु पर संतुष्ट नहीं हैं फिर से दोहराने के लिए यदि CR समीकरण संतुष्ट हैं तो हमें मौलिक परिभाषा से डिफ्रेंटिएबिलिटी की जांच करनी होगी लेकिन यहां CR समीकरण किसी भी बिंदु पर संतुष्ट नहीं हैं इसलिए हमें किसी भी बिंदु पर डिफ्रेंटिएबिलिटी की जांच करने की आवश्यकता नहीं है हम बस यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फ़ंक्शन किसी भी बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो अगले उदाहरण पर आते हैं जहां हम फिर से देखेंगे कि फ़ंक्शन fz Re है तो जो हम लिख सकते हैं इसलिए z x iy और फिर हमारे पास वास्तविक z के लिए x है तो फिर से हम u और v में तोड़ सकते हैं तो और है तो फिर से हम इन पहले ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की गणना कर सकते हैं जिसका अर्थ और है क्योंकि यह का कार्य है और जब हमारे पास और है तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हैं तो अगर आप सीआर समीकरणों के पहले 2 समीकरण को देखते हैं जो की 𝑢𝑥2𝑥 और 𝑣𝑦𝑥 है वे किसी भी बिंदु के लिए बराबर नहीं हैं लेकिन जब हम इनके मूल के बारे में बात कर रहे होते हैं जो की x 0 और y 0 है तो वे बराबर हैं जिसका मतलब है कि CR समीकरण 𝑢𝑥 𝑣𝑦 और 𝑣𝑥 फिर हमारे पास 𝑢𝑦 भी है तो मूल पर वे संतुष्ट हैं क्योंकि सब कुछ मूल पर 0 है ये सभी पार्शियल डेरिवेटिव मूल पर 0 हैं तो CR समीकरण मूल पर संतुष्ट हैं तो CR समीकरण किसी अन्य बिंदु पर नहीं होते हैं सिवाय z 0 के तो यह वह बिंदु है जिस पर यहां चर्चा की जानी है इसके अलावा यहाँ 0 और 2 x है और वहां हमारे पास x है और यहां भी 0 और y भी हैं इसलिए यदि हम किसी अन्य बिंदु 0 0 को लेते हैं तो मूल CR समीकरण संतुष्ट नहीं होगा तो हम यहां क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि z 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है हम नहीं जानते कि आवश्यक स्थितियां 0 पर संतुष्ट हैं लेकिन उत्पत्ति के अलावा किसी भी अन्य बिंदु पर निश्चित रूप से हम जानते हैं कि फ़ंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहां समीकरण संतुष्ट नहीं हैं इसलिए यहां फिर से अंतर का z 0 पर निष्कर्ष निकालने के लिए हमें आगे जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि हम CR समीकरणों से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं दूसरा z 0 पर एनालिटिसिटी के बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि फंक्शन में एनालिटिकल नहीं है यद्यपि यह विभेदक हो सकता है या विभेदक नहीं भी हो सकता है जिसे हमें जाँचना होगा लेकिन इस चरण में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फ़ंक्शन z 0 पर एनालिटिकल नहीं हो सकता है क्योंकि अगर फ़ंक्शन एनालिटिकल है तो इसे z 0 के आस पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए लेकिन CR प्रश्न कहता है कि फ़ंक्शन 0 के अलावा किसी भी अन्य बिन्दु पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है और 0 पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी होगी तो विश्लेषण के लिए निष्कर्ष स्पष्ट है कि फंक्शन विश्लेषणात्मक नहीं है लेकिन डिफ्रेंटिएबिलिटी के लिए हमें अब आगे बढ़ कर इसे जांच करने की आवश्यकता है तो f Z पर डिफरेंशिएबल नहीं है अगर 𝑧≠0 नहीं है इसलिए मूल फ़ंक्शन के अलावा अन्य बिंदु पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है और जैसा कि मैंने चर्चा की है हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फ़ंक्शन कहीं भी अनलिटिक नहीं है क्योंकि यहां हमने सीखा है कि फ़ंक्शन 𝑧≠0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तोइसका 0 पर एक डेरिवेटिव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है क्योंकि आवश्यक स्थितियां संतुष्ट हैं तो हम मौलिक परिभाषा f 0 के साथ जांच करेंगे तो यहां हमारे पास है तो ReΔ𝑧Δ𝑥 में केवल Δ𝑥 में वृद्धि होगी ताकि जब Δ𝑧 0 पर जाता है जो स्वाभाविक रूप से 0 पर जाएगा तो हमारे पास डेरिवेटिव होगा तो फ़ंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है लेकिन यह कहीं भीअनलिटिक नहीं है और सीआर प्रश्न संतुष्ट भी होते थे और यहां एक निष्कर्ष के रूप में हमने यह भी देखा कि फ़ंक्शन z 0 पर डिफरेंशिएबल है लेकिन ध्यान दें कि फ़ंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है सीआर समीकरण केवल इस z के 0 के बराबर डिफ्रेंटिएबिलिटी हैं लेकिन यदि वे संतुष्ट नहीं हैं यदि समीकरण संतुष्ट नहीं हैं तो हम निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फ़ंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इस उदाहरण में हम देखेंगे तो फिर से हम इसे वास्तविक और काल्पनिक भाग में तोड़ सकते हैं तो यहाँ हमारे पास है क्योंकि Z का पूर्ण मान है और हम पूरे वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यह बस है तो और यहाँ कोई काल्पनिक हिस्सा नहीं है तो और तो और फिर से CR समीकरण हम देख सकते हैं कि यह तभी संभव है जब z 0 हो तो z 0 जोड़ना और वह केवल बिंदु है इसलिए CR के प्रश्न केवल z 0 इसी पर संतुष्ट हैं तो वही स्थिति जो हमारे पास पिछले उदाहरण में थी कि CR समीकरण केवल मूल पर संतुष्ट हैं तो यहाँ भी हमारे पास वही स्थिति है जिसका मतलब है कि फंक्शन कहीं भी अनलिटिक नहीं है लेकिन डिफ्रेंटिएबिलिटी के लिए हमें डेरिवेटिव की मौलिक परिभाषा का उपयोग करके जाँचने की आवश्यकता है तो z पर f डिफरेंशिएबल योग्य नहीं है अगर लेकिन z 0 पर डेरिवेटिव हो सकता है इसलिए हमें फिर से इस मौलिक परिभाषा को लागू करना होगा जहां हम देखते हैं कि हमारे पास है तो यह निरपेक्ष वैल्यू हम लिख सकते हैं हमने इसे पहले ही सीखा है तो फिर रद्द हो जाएगा और हमारे पास है और की सीमा 0 पर जाती है यह संयुग्म भी 0 पर जाएगा तो हमारे पास फिर से इस समस्या में है z का डेरीवेटिव 0 के बराबर है लेकिन चूंकि फंक्शन केवल एक बिंदु पर डिफरेंशिएबल है लेकिन एनालिटिसिटी के लिए हमें एक पड़ोस की आवश्यकता है जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए तो यहां हम फिर से कह सकते हैं कि फ़ंक्शन कहीं भी एनालिटिक नहीं है लेकिन यह Z 0 पर डिफरेंशिएबल है यह उदाहरण जहां हमारे पास है तो इस मामले में और vxy0 हैं तो हम प्राप्त कर सकते हैं इसलिए इस दिए गए फ़ंक्शन x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव हमें इस मौलिक परिभाषा को लागू करना होगा क्योंकि यह आसान होगा तो यहाँ u 0 0 0 और इस के बाद y 0 से और उत्पाद u में है तो यह भी 0 होने जा रहा है तो इस 0 0 पर पार्शियल डेरिवेटिव 0 होने जा रहा है y के संबंध में u का पार्शियल डेरिवेटिव फिर से 0 पर हम गणना करना चाहते हैं इसलिए यह 0 होने जा रहा है और यह फिर से 0 होने जा रहा है तो हमारे पास फिर से 0 होगा और v सिर्फ एक स्थिर 0 था तो 0 है और भी 0 है तो00 हम डेरिवेटिव के बारे में पूरी स्थिति जानते हैं और हम यहां फिर से क्या देखते हैं कि CR समीकरण मूल पर संतुष्ट हैं CR समीकरण मूल पर संतुष्ट हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो डिफ्रेंटिएबिलिटी के लिए हम Z 0 पर इसकी डिफ्रेंटिएबिलिटी की जांच करना चाहते हैं हमें इस मौलिक परिभाषा को फिर से लागू करने की आवश्यकता है इसलिए हम y mx पथ के साथ एक रास्ता लेते हैं इसलिए हमने उस मार्ग को तय कर दिया है जो इन रास्तों के साथ इस 0 के पास पहुंच रहे हैं जो सीधी रेखाएं हैं और अब हमारे पास यह सीमा है जो कम हो जाएगी क्योंकि y mx हैं तो y भी 0 के लिए जा रहा है जब x भी 0 के लिए जा रहा है और फिर और x आम हो जाता है वहाँ से भी तो हमें यह मिलता है जो यहां x से स्वतंत्र है तो यह अपने आप में सीमित है जो m पर निर्भर करता है तो आप एक m चुनते हैं आपको एक अलग सीमा मिल रही है जिसका मतलब है सीमा मौजूद नहीं है तो यह मौजूद नहीं है तो पहले की तुलना में इस उदाहरण में दिलचस्प क्या है वहां डेरिवेटिव मौजूद है CR के प्रश्न मूल पर संतुष्ट थे इस समस्या में CR समीकरण उत्पत्ति पर संतुष्ट हैं लेकिन डेरिवेटिव मौजूद नहीं है और फिर से यह याद दिलाने के लिए कि CR समीकरण केवल आवश्यक शर्तें हैं वे डिफ्रेंटिएबिलिटीया अनलिटीसीटी का दावा करने के लिए पर्याप्त शर्त नहीं हैं इसलिए यहां यह मौजूद नहीं है हालांकि CR समीकरण संतुष्ट हैं जो एक आश्चर्यजनक परिणाम नहीं है जो ठीक है हो सकता है या नहीं हो सकता है इसलिए मूल पर f डिफरेंशिएबल नहीं है वे सभी CR समीकरण मूल पर संतुष्ट हैं इन हार्मोनिक फंक्शन पर वापस आते हैं हार्मोनिक फंक्शन क्या है तो एक फंक्शन u जो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है इसलिए यदि कोई फंक्शन इस लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है तो हम ऐसे एक फ़ंक्शन को D में हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं इसलिए यदि इस डोमेन D में समीकरण संतुष्ट है तो हम कहेंगे कि u D में हार्मोनिक है तो हार्मोनिक फंक्शन का मतलब हैं अगर एक लाप्लास समीकरण एक एनालिटिक फंक्शन के अर्थ को संतुष्ट करता है तो हम उसको इस थ्योरम में बताएँगे यदि यह अनलिटिक डोमेन D में तो उसके घटक u और v इस फंक्शन में लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेंगे अगर यह f अनलिटिक हैं तो यह u और v हार्मोनिक हैं जो एनालिटिसिटी और इस हार्मोनिक कार्यों के बीच संबंध है तो इसका मतलब यदि f अनलिटिक है तो यह समीकरण और भी संतुष्ट है Refer Slide Time 1931 आपको सबूत का स्केच देने के लिए विस्तृत औपचारिक सबूत नहीं लेकिन इससे हम कुछ विचार प्राप्त करेंगे इसलिए हमने इन लाप्लास समीकरणों को लिया है लाप्लास समीकरण के बाएं हाथ में यह है तो यहाँ बस इसे इस रूप में पढ़ें और फिर हम CR समीकरणों का मतलब जानते है कि है तो उस संबंध को हम यहां उपयोग कर सकते हैं फिर CR समीकरणों का उपयोग करके को में बदल दिया जाता है और फिर हमारे पास यहां है और इस शब्द को CR समीकरणों के साथ फिर से बदल दिया जाता है तो हैं अब अगर हम इन दूसरे क्रम डेरिवेटिव की निरंतरता मानते हैं तो हम विभेदन का क्रम बदल सकते हैं और विभेदन के क्रम को बदलने का मतलब है कि यहां हमारे पास है और यहां हमने क्रम बदल दिया है तो वे समान हो जाते हैं और इसका मतलब है कि यह 0 है तो आप इस लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं इसी तरह हम v के लिए चर्चा कर सकते हैं इसलिए संबंधित हम CR समीकरणों को भी लागू करेंगे और फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि ये समीकरण संतुष्ट हैं यह v लाप्लास समीकरण को भी संतुष्ट करता है तो यहां हमारे पास हैयह CR प्रश्न है और फिर से विभेदन के इस क्रम का उपयोग या बदलना हम देखेंगे कि यह 0 हो गया है तो फिर से हमने देखा है कि v यह लाप्लास समीकरण को भी संतुष्ट करता है तो u और v ये दोनों एनालिटिक फंक्शन के वास्तविक और काल्पनिक भाग वे हार्मोनिक हैं एक और परिणाम है इसलिए यदि u हार्मोनिक है तो यदि हमारे पास एक फंक्शन है जो डोमेन D में हार्मोनिक है तो एक v मौजूद है तो इस u के अनुरूप एक ऐसा v होगा जो उस डोमेन D में एक एनालिटिक फंक्शन u iv को z x iy के लिए परिभाषित करता है तो हम यहां क्या सीखते हैं कि यदि एक फंक्शन दिया जाता है जो किसी दिए गए डोमेन D में हार्मोनिक है तो वास्तव में हम एक और फ़ंक्शन v पा सकते हैं जो डोमेन D में फ़ंक्शन u iv में एनालिटिक हो जाएगा तो हम यहाँ थ्योरम के औपचारिक प्रूफ पर नहीं जा रहे हैं लेकिन उदाहरण के साथ ये जानेंगे की v कैसे प्राप्त करना हैं यदि u दिया गया हैं या अगर v दिया हैं तो u कैसे प्राप्त करना हैं तो यहाँ फिर से u और v खोजा या कौची रीमान समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन फंक्शन u और v को एक दूसरे का हार्मोनिक संयुग्म कहा जाता है इसलिए इस खंड में हम दिए गए u के लिए अनलिटिक फ़ंक्शन के निर्माण के बारे में बात करेंगे और v निकालेंगे और यदि v हमें दिया जाता है तो हम u निकालेंगे तो यहां हम दिखाएंगे कि फंक्शन u दिया गया है हार्मोनिक है और फिर हम v पाएंगे कि यह u iv अनलिटिक है इसलिए यह जांचने के लिए कि यह हार्मोनिक है हमें दूसरे क्रम डेरिवेटिव को खोजना होगा इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा हमने पहले ही चर्चा की है कि पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे खोजा जाए तो यहाँ पहला ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इस रूप में दिया जा सकता है और एक बार फिर इस u के पार्शियल डेरिवेटिव को हम फिर से इससे x के संबंध में अलग कर सकते हैं तो वहाँ आपके पास उत्पाद उपकरण यहाँ और एक स्थान पर वास्तव में इसलिए अन्य दो मामलों में हमारे पास केवल x का एक फंक्शन है तो हम दूसरे क्रम के इन पार्शियल डेरिवेटिव को प्राप्त कर सकते हैं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 इसलिए इन पहले और दूसरे क्रम के पार्शियल डेरिवेटिव होने के कारण हम इन दोनों से दूसरे क्रम डेरिवेटिव से क्या देखते हैं की और और हमारे पास x sin y और x sin y है तो यह जब हम जोड़ते हैं यह रद्द हो जाएगा और यह y cos y शब्द यहां माइनस के साथ है इसलिए यह भी रद्द हो जाएगा और फिर sin y यहां माइनस साइन के साथ शब्द होगा जो रद्द हो जाएगा और फिर से sin y यहां हमारे पास है इसलिए यहां भी रद्द हो जाएगा तो यहाँ हमने देखा है कि इसका मतलब है यह u हार्मोनिक है और हमने पिछले थ्योरम में सीखा है कि यदि हमारे पास एक फंक्शन u है जो हार्मोनिक है तो हम एक और फ़ंक्शन v पा सकते हैं जो हार्मोनिक होगा लेकिन हम देख सकते हैं कि यह f u iv अनलिटिक है तो हम अब एक और फ़ंक्शन v पाएंगे ताकि यह u iv अनलिटिक हो जाए तो उस प्रक्रिया को दूसरे फंक्शन को कैसे खोजें हम अब यहां समझाएंगे इसलिए हम पिछली स्लाइड से हमारे पास ये दो पहले क्रम के डेरिवेटिव हैं और तो CR समीकरणों का उपयोग करके हम जानते हैं कि CR समीकरण कहता है तो यह पहले से ही दिया गया है तो हम इसे इसके बराबर सेट कर सकते हैं तो यह वास्तव में इस दिए गए संबंध से आ रहा है और CR समीकरण से हमने देखा कि तो इसलिए अब हमारे पास CR समीकरण से है जो यहां इस अभिव्यक्ति के बराबर है तो जिसे हम अब v के संभावित रूप खोजने के लिए एकीकृत कर सकते हैं इसलिए यहां जाने से पहले हम एक और CR समीकरण का उपयोग करेंगे जो कहता है तो हमारे पास पहले से ही यहाँ है जो यहाँ उपयोग किया जा सकता है तो हमारे पास यहां इस अभिव्यक्ति के रूप में दिया गया है तो अब फिर से पहले पर वापस आ रहा है यह इस समीकरण के साथ दिया गया है तो यहाँ अगर हम इंटिग्रेट करते हैं तो हम v प्राप्त करेंगे इसलिए हम आंशिक रूप से y के संबंध में इंटिग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ x फिर से स्थिर के रूप में माना जाएगा उदाहरण के लिए इस पहले शब्द में हमारे पास है यह यहां पहला टर्म था तोy के संबंध में इस sin x इंटिग्रेशन इसलिए हमारे पास sin y है तो y के संबंध में हमारे पास cos y होगा तो यह वही है जो cos y आ रहा है और माइनस साइन को अब समायोजित किया गया है इसी तरह हम अन्य सभी शब्दों के लिए कर सकते हैं इसलिए इस स्थान पर हमारे पास फिर से उत्पाद नियम है इसलिए हमें इंटिग्रेशन के लिए आवेदन करना होगा और तीसरे कार्यकाल में हमारे पास सिर्फ sin है इसलिए वह वहां एक और cos बन जाएगा तो हम इसे इंटिग्रेट कर सकते हैं और इसलिए इस समीकरण से हमें v मिला है जो संभव रूप है इसलिए इसे सरल बनाकर हमें वह मिला है v यहाँ इस समीकरण से आ रहा है तो अब v होने के कारण हम अब x के संबंध में अंतर कर सकते हैं इसलिए हम प्राप्त करेंगे हम उन्हें एक साथ रखकर इस समीकरण से भी जानते हैं कि हम देखेंगे कि हम इस अतिरिक्त फ़ंक्शन को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह क्या है यह एक तथाकथित मनमाना फंक्शन x है यह इंटिग्रेशन का एक स्थिरांक है जिसे हम कहते हैं लेकिन यहां हम y के साथ इंटिग्रेट कर रहे हैं तो इंटिग्रेशन का यह स्थिरांक x का एक फंक्शन हो सकता है तो इसका मूल्यांकन किया जा सकता है और फिर हम v पर वापस जाएंगे और हम v इसे इस तरह से खोजने के लिए तैयार हैं तो यह सिर्फ कुछ और सरलीकरण बताता है कि v है तो फिर से निष्कर्ष निकालने के लिए v हमने देखा है लेकिन इस F के संदर्भ में मनमाना फ़ंक्शन और हमारे पास CR समीकरणों से भी है तो इस v से हम इसकी गणना कर सकते हैं जो यहां दिया गया है और यह दिखाई देगा और यह हम सरल कर सकते हैं तो हमारे पास यह अभिव्यक्ति है और हम इस के बराबर सेट कर सकते हैं क्योंकि यह भी है तो इन दोनों को समान होना चाहिए और इसके बाद हम तुरंत देखेंगे कि वे दोनों पक्ष समान हैं तो इसका मतलब है कि यह एक स्थिर है क्योंकि dFdx 0इसका मतलब है कि F स्थिर है F x पर निर्भर नहीं है यही वह समीकरण है जो यह बता रहा है तो F c वहाँ और हम जानते हैं कि v यहाँ दिया गया है इसलिए यदि हम F इसे एक स्थिरांक के रूप में रखते हैं तो हमें v अभिव्यक्ति मिली तो यह स्थिरांक कुछ भी हो सकता है या तो 0 या 123 कुछ भी या किसी भी जटिल संख्या को इसके लिए चुना जा सकता है इसलिए दिए गए u पहले हमने इस u पर जाँच की है कि यह एक हार्मोनिक फ़ंक्शन है और फिर हमने CR समीकरणों का उपयोग किया है हम यह v पाने में सक्षम हैं कि यह uiv एक एनालिटिक फ़ंक्शन बन जाएगा तो एक और उदाहरण जहां u दिया गया है और हम यह f uxy ivxy एनालिटिक फ़ंक्शन जानना चाहते हैं कि यह एनालिटिक फ़ंक्शन बन जाएगा इसलिए हम एक ही प्रक्रिया का पालन करेंगे हमारे पास दिए गए u से और होगा हम इन दो पार्शियल डेरिवेटिव पा सकते हैं और फिर हम CR प्रश्नों को लागू करेंगे जो कहते हैं और पहले से ही दिया गया है और दूसरे CR समीकरण से हम बस लिख सकते हैं कि यह माइनस साइन के साथ 6xy है लेकिन यहाँ माइनस साइन है एक ही प्रक्रिया यह हम इंटिग्रेट करेंगे अब यह इंटिग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटिग्रेशन देता है जो यहां x का फ़ंक्शन है और इस x के संबंध में डेरिवेटिव प्राप्त करके हमें मिला जो पहले से ही दिया गया समीकरण है और हमने देखा कि इसका अर्थ F c है निरंतर शब्द तो हम को मिल गया है तो हमारे f uxy ivxy तो हमारे पास यहां बिल्कुल प्रतिस्थापित हैu और v फिर हम देखेंगे क्योंकि क्यूब यहां आ रहा है हमारे पास होमोजीनियस रूप भी है यहां हमारे पास है तो यह इसके लिए एक घन सूत्र है और यह ic हमारे पास सिर्फ स्थिर है हमने इसका नाम k बदल दिया है और x iy इसे z से बदला जा सकता है तो यह एक एनालिटिक फ़ंक्शन है जो CR समीकरणों को संतुष्ट करता है जो हम पहले से ही यहां सेट कर चुके हैं इसलिए वे CR समीकरणों को संतुष्ट करते हैं और स्वाभाविक रूप से ये पार्शियल डेरिवेटिव निरंतर हैं तो यह f एनालिटिक फ़ंक्शन होना चाहिए क्योंकि CR समीकरणों के संदर्भ में पर्याप्त स्थिति यह u और v है कि इन्हें CR समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए और पार्शियल डेरिवेटिव निरंतर हैं तो वे u iv की अनलिटीसीटी का दावा करने के लिए पर्याप्त हैं तो यह फ़ंक्शन एक एनालिटिक फ़ंक्शन है इसलिए ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है और यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि CR समीकरण अनलिटीसीटी के लिए आवश्यक स्थितियां पर्याप्त नहीं हैं हमने पिछले व्याख्यान में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पर जोर दिया है और फिर यह f u iv एनालिटिकहै फिर u और v लाप्लेस समीकरण को संतुष्ट करता है तोu और v हार्मोनिक फ़ंक्शन हैं यह हमने आज देखा है और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने देखा u जो लाप्लेस समीकरण को संतुष्ट करता है तो दिए गए u हार्मोनिक फ़ंक्शन है इसे v को कैसे खोजा जाए और इसके विपरीत हमें यह पता लगाना होगा कि हम CR समीकरणों की मदद से उपयोग कर सकते हैं और इस व्याख्यान के लिए यह सब है और मैं आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं